नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर से हूंI हम आज की दुनिया में सेवाओं के प्रबंधन और समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं पिछले सत्र में हम सेवा उत्कृष्टता के बारे में चर्चा कर रहे थे हम विशेष रूप से एक केस स्टडी के रूप में चर्चा कर रहे थे मदुरै के अरविंद नेत्र अस्पताल और भारत के अन्य हिस्सों में अब इसका महान उदाहरण है हमने मैकडॉनल्ड्स से मैक तक प्रसिद्ध कहावत के साथ अंतिम सत्र समाप्त किया सर्जरी एक वॉल स्ट्रीट जर्नल लेख से उद्धृत जो डॉ वी याने डॉ जी वेंकटस्वामी का पसंदीदा उद्धरण था मैकडॉनल्ड्स क्यों क्योंकि मैकडॉनल्ड्स उस समय था और आज भी है दुनिया भर में कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता उच्च मात्रा में भोजन प्रदान करने वाले एक महान सेवा संगठन का उदाहरण प्रजनन योग्यता के विचार के आधार पर और जैसा कि हमने सभी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर प्रकाश डाला वे एक ही प्रक्रिया मॉडल पर लगभग उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जो एक ही प्रक्रिया को दोहराते हैं सभी आउटलेट चाहे वह यूएसए या कलकत्ता में हों भारत के लोगों को एक ही अनुदेश सेट के साथ एक ही मैनुअल के साथ प्रशिक्षित किया जाता है नतीजतन उस सेवा संगठन के भीतर हर कोई और वे हैं ग्राहक पेशकश पर सेवा के मूल आधार के बारे में बहुत स्पष्ट हैं काम घटक के हिस्सों में टूट गया है और वे लगातार फिर से वितरित हैं और अच्छी डिलीवरी के लिए ठीक हैं बुनियादी प्रक्रिया ब्लॉकों में कोई समझौता नहीं है कोई भिन्नता नहीं है छः सिग्मा स्तर पर जितना संभव हो उतना कम परिवर्तन हो सकता है प्रति मिलियन कुछ भागों के संदर्भ में विफलता दर लेकिन उनके पास विवेक है विवेक फिर से तैयार है और ठीक ट्यूनिंग है और हम प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए फिर से इस दुबारा जोड़नेके की कुछ तकनीकों को देखेंगे तो सिस्टम बिना किसी गड़बड़ के काम करेगा क्योंकि ब्लॉक से ब्लॉक में स्थानांतरण होते हैं ग्राहक को सेवा प्रवाह के लिए आगे बढ़ने के लिए पूर्व निर्धारित दोहराने योग्य अच्छी तरह से काम करने वाले चरणों का पालन करना होगा इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण को समान रूप से बनाए रखा जा सकता है और ग्राहक खुश होंगे अरविंद दरवाजे पर आने वाले ग्राहकों को अधिक से अधिक भुगतान करना चाहते हैं जो अधिक से अधिक रोगियों को सब्सिडी देंगे जिनकी देखभाल प्रदान की जा सकती है इसलिए नि शुल्क और यही कारण है कि डॉ वी के लिए मैकडॉनल्ड्स की अवधारणा इतनी आकर्षक थी तो संक्षेप में और समता लाने के लिए हम इस उच्च गुणवत्ता वाली प्रक्रिया को कम लागत पर शुरू करते हैं और यह डॉ वी की अंतर्दृष्टि थी जो उस मोतियाबिंद को समझ सकते थे इसके विपरीत कई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया को प्रक्रिया चरणों में तोड़ा जा सकता था जो हो सकता है बहुत भिन्नता की आवश्यकता के बिना दोहराव से प्रदर्शन किया इसलिए प्रति यूनिट सर्जरी की लागत बहुत कम होगी लागत की सही गणना की जा सकती है और एक ही प्रक्रिया को दोहराए जाने से सुविधा के लिए सेट अप का अनुकूलन सुनिश्चित किया जा सकता है प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जा सकता है और मोतियाबिंद हो सकता है इसलिए प्रक्रिया उन्मुख उपचारात्मक उपचार के रूप में अधिभारित किया गया था इसलिए लोग स्वेच्छा से भुगतान करना चाहते थे क्योंकि क्यूरेटिव परिवर्तन बहुत प्रभावशाली था एक व्यक्ति जो मोतियाबिंद कवरेज के कारण शायद ही देख सकता था ऑपरेशन के तुरंत बाद लगभग देख सकता था इसलिए लोग भुगतान करने के लिए तैयार थे और अधिक लोग भुगतान करते थे और अच्छे परिणाम से संतुष्ट थे गांवों के अधिक लोगों गरीब लोगों का इलाज किया जा सकता था इसलिए अब हम इसे थोड़ा सा विज्ञान के रूप में देखेंगे इसलिए आप अपने सामने अब एक विशिष्ट स्थिति को देखते हैं तो नेत्र चिकित्सक हैं नेत्र चिकित्सा सहायता कर रहे हैं और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ या सर्जन हैं इसलिए जाहिर है ये ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक मूल्यवान हैं उनमें से कुछ अपेक्षाकृत कम महंगे हैं लेकिन उच्च मूल्यवान प्रक्रिया के मालिक नेत्र चिकित्सक और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन सहायक स्तर पर जांच करवा रहे थे इसलिए अरविंद की आंखों की देखभाल अंतिम परीक्षा थी उन्होंने प्रक्रिया प्रवाह की संख्या में उप विभाजन शुरू किया इसलिए सुधारात्मक कार्यों के लिए रोगियों को आगे के माप और पूर्व संचालन निर्धारकों के लिए ऑप्टोमेट्री रूम में जाने का सुझाव दिया जाता है मरीजों को विशेष क्लीनिक में भेजा गया था जो वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण समस्या को जोड़ते हैं और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए रोगियों को अलग कर दिया गया था इसलिए जो लोग तुरंत उपस्थित नहीं हो सकते थे और उन्हें अधिक विशिष्ट उपचार की आवश्यकता थी उन्हें अलग कर दिया गया था जहां रोगियों को अधिक जानकारी की आवश्यकता थी सुधारात्मक कार्यों का सुझाव दिया जा सकता था और उन्हें दूसरी धारा में भेज दिया गया था इसलिए मरीज जो मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हैं इसलिए बाहर लाया और प्रक्रिया प्रवाह में भर्ती किया यहां फिर से यह लगभग उसी तरह है जैसा हमने चर्चा की थी जब हम हवाई अड्डे के संचालन को सुव्यवस्थित करने के बारे में चर्चा कर रहे थे इसलिए विमान की भूमि से ठीक पहले लोग पहले ही गेट पर एक कंटेनर में एक प्रकार के स्टॉक के रूप में जमा हो गए हैं और जैसे ही विमान लैंड करता है और उसे साफ किया जाता है लोगों के इन कंटेनर लोड को फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो यह एक स्टॉक और प्रवाह की तरह है जो अच्छी प्रक्रिया प्रवाह को डिजाइन करने में बहुत लोकप्रिय है तो इसी तरह हमारे यहां 20 मरीज हॉल में बैठे थे वे मेडिकल स्टाफ द्वारा तैयार किए जा रहे थे सभी प्री ऑपरेटिव प्रक्रियाएं चल रही थीं जब वे इंतजार कर रहे थे इसलिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने से पहले गतिविधियों की संख्या को मिला दिया जाता है यह भी है कि हमने पहले क्या चर्चा की है जहां गैर मूल्य वर्धित चरणों को हटा दिया गया है तो बस प्रतीक्षा को हटा दिया जाता है लेकिन साथ ही साथ चल रहे उपचार को बनाए रखा जाता है इसलिए गतिविधियों को मिला दिया जाता है और जहां तक संभव हो निष्क्रिय गतिविधियों को हटा दिया जाता है तो 20 मरीज कतार में इंतजार कर रहे हैं लेकिन प्रतीक्षा नहीं आदर्श रूप से उनका इलाज हो रहा है वे संसाधित हो रहे हैं और फिर ऑपरेशन थियेटर के भीतर भी उनके पास 3 बेड थे तो एक बिस्तर उस व्यक्ति के लिए था जो अब लगभग पूरी तरह से तैयार है इसलिए डॉक्टर केवल अंतिम मोतियाबिंद ऑपरेशन कर रहे थे जो कि एट्रोफाइड ऑर्गेनिक लेंस को उठा रहा था और फिर उस बोरे में नए कृत्रिम लेंस को सम्मिलित कर रहा था तो मूल मानव लेंस बाहर ले जाया गया कृत्रिम लेंस डाला गया यह सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसे केवल एक प्रशिक्षित चिकित्सक और डॉक्टर ही कर सकते हैं इसलिए केवल यही किया डॉक्टर ने आई ड्रॉप नहीं दी डॉक्टर ने अन्य समस्याओं की जाँच नहीं की डॉक्टर ने रक्त परीक्षण नहीं किया डॉक्टर ऑपरेशन क्षेत्र की सफाई नहीं कर रहे थे डॉक्टर केवल लेंस बाहर निकाल रहे थे लेंस लगा रहे थे लेंस ले रहे थे बाहर लेंस लगा रहे थे नतीजतन संचालन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है अब लगभग चार ऑपरेशन प्रति घंटे चार मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा सकते हैं मुझे लगता है कि उन्होंने अब छह का स्तर हासिल कर लिया है इसलिए मान लीजिए कि 10 मरीजों का इलाज किया जा सकता है या पूरी शिफ्ट में डॉक्टर द्वारा 15 मरीजों का इलाज किया जा सकता है वही डॉक्टर अब कम से कम 30 मरीजों का इलाज कर सकते हैं 40 मरीज बिना थके बिना तनाव के और अच्छे प्रदर्शन के उच्च स्तर पर तो यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए लागू प्रसिद्ध असेंबली लाइन मॉडल है और फिर उपयोग के लिए अध्ययन किया गया है यह मोतियाबिंद सर्जरी के लिए अपनाया गया था लेकिन कई अलग अलग तरीकों से इस प्रक्रिया की समझ के डेरिवेटिव को तब अरविंद और दुनिया भर के अन्य अस्पतालों द्वारा अधिक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के इलाज के लिए लागू किया गया था जैसे कि डायबिटिक नीनोपैथी कहते हैं मैं अब आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा कि यह कैसे एक नेत्र क्लिनिक से लगभग बराबर डेटा लेने के द्वारा किया जाता है यह कुछ हद तक यह बहुत व्यापक नमूने पर आधारित नहीं है लेकिन अधिकांश नेत्र क्लीनिकों में यह समान होगा तो आमतौर पर क्या होता है कि रोगी वहाँ आता है जो पैरामेडिक व्यक्तिगत होते हैं जो डॉक्टर से रेफरल की समीक्षा करेंगे और आमतौर पर जो लोग रेटिनोपैथी की समस्या के लिए आ रहे हैं वे मधुमेह के रोगी हैं इसलिए उनके पास बहुत सारे मेडिकल रिकॉर्ड आदि होंगे जिन्हें जांचना होगा तो आप देखते हैं कि यह एक विशिष्ट आरेख है जिसका उपयोग हम इस तरह की प्रक्रिया प्रवाह और लाइन संतुलन के लिए करते हैं तो इस खंड में तीन खंड हैं यह एक गतिविधि संख्या है यहां आप देख सकते हैं कि यह प्रति घंटे प्रवाह दर है तो इस रेफरल और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति मान लें कि 15 सेकंड की आवश्यकता है ये कुछ काल्पनिक संख्याएं हैं लेकिन आप संख्या बदल सकते हैं 15 सेकंड 15 मिनट बन सकते हैं लेकिन उस स्थिति में कमोबेश ये सभी संख्याएँ भी इसी तरह दूसरे मिनटों में चली जाएंगी लेकिन फिलहाल हम सेकंडों के साथ बने रहें यहां यह वास्तव में एक घंटे में उपलब्ध सेकंड की कुल संख्या है जो कि 15 से 3600 विभाजित है तो इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया ब्लॉक में आने वाले लोगों की संख्या जो कुछ भी हो सकता है जो सबसे अधिक 240 लोगों की संख्या में आ रहा है वह प्रक्रिया ब्लॉक से बाहर जा सकता है अब ये 240 लोग फिर अगली प्रक्रिया ब्लॉक में जाते हैं जो भुगतान कर रहा है मान लीजिए कि 30 सेकंड लगते हैं जाहिर है इसलिए 3600 सेकंड 60 सेकंड से एक मिनट में 60 मिनट से एक घंटे तक गुणा किया जाता है इसलिए 120 लोगों को संसाधित किया जा सकता है आप देख सकते हैं कि 240 का प्रवाह अब 120 तक गिर जाता है अगले चरण में जहां बहुत सारे नैदानिक परीक्षण किए जाएंगे यह कहा जाएगा कि उन परीक्षणों में प्रति व्यक्ति 60 सेकंड लगते हैं इसलिए भले ही आपके पास प्रति व्यक्ति 60 सेकंड में एक बार में बहुत सारी मशीनें आदि हों तो जिसका अर्थ है कि हम इस ब्लॉक में 60 लोगों को संसाधित कर सकते हैं अगले प्रवाह में जहां आपको पता चल सकता है कि मरीजों की पोशाक बदल जाएगी और कुछ हाइजीनिक कदम उठाए जाएंगे ताकि ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके और कुछ तैयारी प्रक्रिया हो और मान लिया जाए कि प्रति व्यक्ति 40 सेकंड का समय लगता है तो जिसका अर्थ है कि हम अब 90 लोगों को संसाधित कर रहे हैं 40 से विभाजित 3600 90 के भीतर 20 सेकंड 180 का एक चरण है और अंत में संख्या है वास्तविक ऑपरेशन महत्वपूर्ण ऑपरेशन लेजर ऑपरेशन और मान लीजिए कि केवल 30 सेकंड लगते हैं तो जिसका अर्थ है कि सैद्धांतिक रूप से 120 मरीजों को प्रति घंटे संसाधित किया जा सकता है लेकिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हालांकि 240 लोगों को पहले चरण के माध्यम से जाने दिया गया था जो कि 120 से गिरकर 60 हो गया और इसलिए अगले एक भले ही 90 लोगों को संसाधित किया जा सकता है और अगले चरण में 180 लोगों को संसाधित किया जा सकता है यहां पहले से ही लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसे हम प्रक्रिया बाधाए कहते हैं जहां कतारें बनने लगती हैं और इसलिए समग्र प्रवाह 120 के इष्टतम स्तर तक नहीं पहुंच सकता है इसका समाधान जो हम करते हैं वह है स्वास्थ्य देखभाल की अच्छी समझ के साथ संयुक्त डेटा आधारित प्रक्रिया संकेतों का अनुप्रयोग नेत्र देखभाल एक सेवा उत्कृष्टता पैदा कर सकता है तो हम देखते हैं कि दो कार्य संयुक्त हैं दो समानांतर रेखाएं बनती हैं और जैसा कि आप 1 और 4 देख सकते हैं तो 4 स्वच्छता कदम थे इसलिए 1 और 4 संयुक्त हैं जो चरण संख्या 3 है जो नैदानिक है उसके बाद आता है और उसके बाद भुगतान आता है तो आप क्या करते हैं आप इन सभी को समझते हैं कि यह वही है जो सबसे अधिक समय ले रहा है इसलिए यह बाधाए है और आप समानांतर संचालन और संयोजन बनाने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार आप पुट के माध्यम से उच्च स्तर हासिल करने में सक्षम हैं यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है अगर यह बहुत अधिक विस्तार कदम है तो हम इस प्रक्रिया के प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं और बना सकते हैं कि यह चार्ट क्या है यह प्रक्रिया चार्ट है यहां हम प्रत्येक चरण की गति को देख रहे हैं जिस दूरी पर धैर्य की यात्रा करनी है या ऑपरेटिव को यात्रा करना है सेवा प्रदाता को यात्रा करना है और समय लगता है और यहां जैसा कि आप अंत में देखते हैं कि हमने सर्वर लिया है सेवा प्रदाता को 9 मिनट लग रहे हैं और ग्राहक 775 मिनट के लिए प्रक्रिया में है लेकिन उस प्रक्रिया का अनुकूलन करके जिस पर हमने चर्चा की हम प्राप्त कर सकते हैं ग्राहक अब 675 मिनट के लिए प्रक्रिया में रहेगा प्रति व्यक्ति 1 मिनट की बचत प्रवाह में और कतारों से बचने में उल्लेखनीय अंतर ला सकता है इसलिए यह डॉ वी की अंतर्दृष्टि है जो अच्छी प्रक्रिया प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रथाओं को लगभग असेंबली लाइन प्रथाओं की तरह बनाती है और समझती है कि इसे मोतियाबिंद सर्जरी के लिए लागू किया जा सकता है उन्होंने इस वैश्विक उत्कृष्टता को सेवा उत्कृष्टता का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण बनाया यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अरविंद नेत्र देखभाल न केवल अध्ययन के अपने विनिर्माण विज्ञान या प्रक्रिया प्रवाह समझ के आवेदन के कारण एक महान मामला है बल्कि वे भी समझते हैं उदाहरण के लिए कि भारत में बहुत से लोग ऑपरेशन थियेटर में नहीं आते हैं क्योंकि वे ऑपरेशन से डरते हैं वे खर्चों के बारे में चिंतित हैं वे चिंतित हैं कि आगे क्या होगा इसलिए अरविंद नेत्र देखभाल ने बहुत कुछ पैदा किया है जिसे हमने पहले ग्राहक सह निर्माण कहा था उन्होंने समुदाय के स्वयंसेवकों को शामिल किया है इसका मतलब है अन्य ग्राहक जिनका इलाज किया गया है और जो नेत्र शिविरों में भाग ले रहे हैं रोगियों से बात कर रहे हैं उन्हें आश्वस्त करने में उन्हें पसीना आ रहा है और इस तरह स्कूली बच्चों की इस स्क्रीनिंग के माध्यम से नि शुल्क नेत्र शिविरों के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इस उच्च क्षमता प्रक्रिया में एक सतत प्रवाह है जो उन्होंने बनाया था इसलिए सेवा उत्कृष्टता बनाने के लिए संक्षेप में हमें उस सेवा संगठन के स्वरूप और उद्देश्य को समझना होगा हमें विज्ञान विनिर्माण विज्ञान प्रक्रिया प्रवाह आरेख प्रक्रिया अनुकूलन लाइन संतुलन और इसी तरह का उपयोग करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है ग्राहक के आराम के अपेक्षित स्तर के साथ संयोजन मितव्ययी उपयोगिता की आवश्यकता को समझें विश्वसनीयता के संदेश को फैलाने के लिए आश्वासन प्रदान करने के लिए समुदाय को शामिल करें और निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल होने के संबंध में अरविंद नेत्र देखभाल फाउंडेशन द्वारा किए गए अन्य महान कार्य हो सकते हैं मैं बाद की तारीख में चर्चा करूंगा और परिणाम दुनिया भर में एक महान उद्यम के निर्माण का यह शानदार उदाहरण है जो बड़ी संख्या में देशों को प्रभावित करता है जो सभी प्रकार की नेत्र देखभाल बहुत जटिल प्रक्रियाएं प्रदान करता है इसलिए मोतियाबिंद सर्जरी से शुरू होकर आज वे बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की नेत्र देखभाल प्रक्रियाओं को बहुत ही उचित कीमत पर कवर करते हैं और अच्छी बात यह है कि यह मैकडॉनल्ड्स की तरह है इस आई केयर मॉडल को सफलतापूर्वक दूसरों द्वारा अपनाया और दोहराया गया है इसलिए मैं आपसे Google के माध्यम से वेब पर अरविंद आई केयर केस स्टडीज को देखने के लिए फिर से अनुरोध करूंगा यूट्यूब पर उनके बारे में बात करने वाले महान विशेषज्ञों को सुनें और कल और आज के इस सत्र को देखें और बारीकियों की सराहना करें जो आवश्यक हैं सेवा उत्कृष्टता बनाने के लिए